सुप्रभात हम चर्चा कर रहे थे विंग की विंग प्लानफॉर्म के विषय में हमने एरोफाइल की चर्चा की टेपर रेश्यो के बारे में बातें की जिससे कि लिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लगभग एलिप्टिकल लिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो सके प्रारंभतः कम गति वाले वायुयानों के लिए जहाँ इंड्यूस्ड ड्रैग कम होता है हमने स्वीप पर चर्चा की जब हम स्वीप पर चर्चा की तो हमने उच्च गतिमान या सुपर सोनिक विमानों की चर्चा की है और हमने क्रिटिकल मॉक संख्या ड्रैग डाइवर्जंस मॉक संख्या पर चर्चा की यह सभी एरोफोइल से और उसके प्लानफॉर्म या क्रॉस सेक्शन से संबंधित हैं हमारा अगला कदम है कि वायुयान के डोमेन में क्या है इस विषय पर चर्चा और आदान प्रदान जब हम विंग बात करते हैं तो हमें विंग इन्सिडेन्स की चर्चा करते हैं प्रारंभिक रूप से विंग मूलतः लिफ्ट देने के लिए है और हम जानते हैं कि लिफ्ट Lq∞SCL और CL व्यवहार की गई एयफोइल पर निर्भर करता है इसलिए CLCL0CL प्रारंभिक स्तर पर या संकल्पना स्तर पर हम मान सकते हैं कि विंग पर लिफ्ट उसी आर्डर की है जिस आर्डर का सारे विमान पर लग रही है यद्यपि हम समझते हैं कि सारे विमान पर लगी लिफ्ट विंग पर लगी लिफ्ट हॉरिजॉन्टल टेल पर लगी लिफ्ट फ्यूजलॉज और कनार्ड पर लगी लिफ्टों का योग्यफल है पर आरंभ में हम यही सोचे कि अधिकांश भाग विंग ही है तो प्रश्न है कि अगर मुझे LDmax पर ही उड़ना है तो थ्रस्ट न्यूनतम होगा जो उड़ान के लिए विशेष है साथ ही मोटे तौर पर CLCD0K जहाँ CD मिलता है CDCD0KCL2 मेरे पास विमान डिजाइन के दो विकल्प हैं मान ले यह कोण 3 डिग्री है 3 डिग्री CL के लिए क्या अर्थ है यानी वह CL जो कि 𝛼 के 3 डिग्री से सामंजस्य रखता है यानी मैं यहाँ CLके लिए 0 3 रखता हूँ जो कि 𝛼3 डिग्री के सामंजस्य है विंग को 3 डिग्री देने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है मान लें यह फ्यूजलाज़ या विमान का ढाँचा है और यह अनट्विस्टेड विंग है और इसकी यह कार्ड फ्यूजलाज़ की रेखा के समांतर है अगर मैं 3 डिग्री देना चाहता हूंँ तो सारे विमान को इस तरह घूमाना पड़ेगा तब विंग को भी 3 डिग्री मिल जाएगा और फ्यूजलाज़ को भी तब लिफ्ट मुख्य रूप से विंग पर आएगी लेकिन क्योंकि फ्यूजलाज़ 3 डिग्री पर है इसलिए यह भी कुछ ड्रैग देगा बड़ा ड्रैग प्रश्न यह आता है कि आप फ्यूजलाज़ को झुकाना क्यों चाहते हैं यह है फ्यूजलाज़ रेफरन्स लाइन विंग को इस तरह लगाया जाए कि विंग सेटिंग एंगल 3 डिग्री हो इस दशा में क्या होगा फ्यूजलाज़ लगभग 0 डिग्री होगा और 𝛼fuselage0 डिग्री होगा फ्यूजलाज़ से मिलने वाला ड्रैग बहुत कम होगा विंग इंसिडेंट के पीछे यही सिद्धांत है परन्तु अब आपको केम्बर एरोफोइल उपलब्ध है जिससे आप कम एंगल ऑफ अटैक पर लिफ्ट पैदा कर सकते हैं और यह विचार उड़ान के लिए है क्योंकि वायुयान की गति बढ़ाने से एंगल ऑफ अटैक की कम मात्रा में आवश्यकता होती है यह आवश्यक नहीं है कि सभी विमान इसी सिद्धांत का उपयोग करें बहुत सारे विमानों में एंगल ऑफ इंसीडेंट नहीं होता है परंतु ऐतिहासिक रूप से साधारण विमान के लिए यह 2 डिग्री पाया गया है और परिवहन के लिए 1 डिग्री और सैन्य विमानों के लिए 0 डिग्री ड्रैग को न्यूनतम रखने के लिए इसका 01 या 2 डिग्री होना उतना अंतर नहीं डालता जितना के सावधानी से किया गया फ्यूजलाज़ कर सकता है परंतु यह साधारण दिशा निर्देश हैं कि आप ऐसे विमान डिज़ाइन करना नहीं चाहते हो जिनके उड़ान के लिए एंगल ऑफ़ अटैक बड़ा हो क्योंकि उससे फ्यूजलाज़ के भीतर कर्मी दल कैसे चल फिर सकेंगे यह एक विशेष मार्गदर्शन है विंग सेटिंग एंगल के उपयोग के बारे में आप और अधिक जान सकेंगे जब हम विमान की स्टेबिलिटी डिज़ाइन के समय विमान नियंत्रण के बारे में चर्चा करेंगे पर मैंने सोचा कि उसका जिक्र तो कर दूँ इसी तरह आप पाएँगे ऐसे विमान जिनके विंग्स नीचे लगे होते हैं यह इस तरह भी हो सकते और उस तरह से भी आप जानते हैं यह है मिड विंग कॉन्फ़िगरेशन है हम जानते हैं की ऐसी संरचनाओं का चयन विमान की डायनामिक स्टेबिलिटी के उद्देश्य से किया जाता है अर्थात अगर यह हाईविंग है तो लेटरल स्टेबिलिटी का अर्थ है कि इसे वापस आने का प्रयास करना चाहिए और वापस आने की प्रवृत्ति हो इसलिए क्या होता है अगर विमान साइड स्लिप करता हो तो हाई विंग होने पर हवा का झोंका विंग्स के नीचे आकर उसे वापस घुमाने का प्रयास करता है जिसको आप जानते हैं CL के पद में 0 से कम होता है लो विंग के लिए बेहतरीन हो जाता है अगर यह लैटरली झुकता है तो वायु का प्रभाव इसे और ज्यादा झुकाता है क्योंकि यह लैटरली अनस्टेबल होता है परंतु अगर आप पाएंँगे कि मैं अगर कह रहा हूंँ कि लो विंग विशेषकर मैं यह अर्थ रखता हूंँ कि यह लैटरली अनस्टेबल है परंतु यहांँ कुछ एंगल दिया गया है लो विंग के साथ यह डाईहेड्रल है यह लो विंग और हाई विंग संरचना के मध्य की विषमता जिसका संबंध लेटेरल स्टेबिलिटी से है पर हमें इस तरह का लो विंग कभी नहीं मिलेगा अगर लो विंग की किसी कारण आवश्यकता होती है तो उसका आकार इस तरह का होगा और उस एंगल को डाईहेड्रल एंगल कहेंगे इस तरह लो विंग्स को कुछ डाईहेड्रल एंगल दिया जाता है डाईहेड्रल एंगल क्या करता है डाईहेड्रल एंगल ठीक वैसा ही करेगा जैसा कि हाई विंग ने प्रभाव दिया था अगर डाईहेड्रल एंगल है और मान लें कि यह विंग है जैसे ही झुकता है और साइड स्लिप करता है हवा का झोंका यहांँ पड़ता है और उसे वापस भेजने का प्रयास करता है इस प्रकार डाईहेड्रल के साथ आप लेटेरल स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं मिड विंग आप देखते हैं कि फ्यूजलाज़ के मध्य भाग के सापेक्ष साम्य रखता है सैद्धांतिक रूप से कहने के लिए यह आकार कभी भी पूर्ण वृत्ताकार नहीं मिलता फ्यूजलाज़ की आवश्यकता के अनुरूप अन्य कारणों से यह कुछ ऐसा भी हो सकता है जब मैं डाईहेड्रल की बात करता हूंँ यह इस स्तर पर महत्वपूर्ण है स्वयं को वैचारिक डिज़ाइन के लिए तैयार करने के लिए इस स्तर पर संख्याओं का एहसास भी आवश्यक है जो इतिहास पर आधारित हो अगर मैं अनस्वैप्ट सिविल विमान के लिए लो विंग के लिए मिड विंग के लिए और हाई विंग के लिए डाईहेड्रल लिखूंँ तो हाई विंग के लिए 5 से 7 डिग्री मिड विंग के लिए 2 से 4 डिग्री और लो विंग के लिए शून्य से 2 डिग्री होगा वास्तव में हाई विंग के लिए डाईहेड्रल एंगल की आवश्यकता ही नहीं है बल्कि उसके विपरीत आपको यह सुनिश्चित करना है कि यह लैटरली अनस्टेबल ना हो जाए लेकिन यह एक कांबिनेशन है क्योंकि एक डिजाइनर लैटरल स्टेबिलिटी को समझता है और इसी से हम वर्टिकल टेल को भी पा सकते हैं इसलिए अगर यह पहले ही अधिक लैटरल स्टेबिलिटी पैदा कर रहा है तब हमें वर्टिकल टेल को कम करना है पर इसे रडर पावर के मूल्य पर कम नहीं करना चाहिए अतः यह सभी अनुकूलन चलते रहते हैं इसी तरह सबसोनिक स्वैप्ट के लिए या 3 से 7 डिग्री 2 से 2 डिग्री और 5 से 2 डिग्री है आप देख सकते हैं हाईविंग एवं हाईविंग के कारण स्वेप्ट सबसोनिक वायुयान की लैटरल स्टेबिलिटी विशाल होती है इसके पास वर्टिकल टेल भी है वास्तव में आपको उसकी लैटरल स्टेबिलिटी कम करने के लिए एक अनहेडरल नीचे की तरफ से देना पड़ सकता है यह सभी सम्मिश्रण चलते रहते हैं आपको कुछ अन्य वस्तुओं पर भी दृष्टि डालनी है जिससे उसकी स्टेबिलिटी से अधिक परिचालन की आवश्यकताएँ पूरी हो सके एक सामान्य अवलोकन है आप देखें की तीव्र गति वाले व्यावसायिक परिवहन विमान सामान्यतः लो विंग होते हैं इसी तरह से सैनिक विमान हाईविंग होते हैं यह सामान्य प्रवृत्ति है और यह डिज़ाइन मात्र स्टेबिलिटी या लैटरल स्टेबिलिटी की चर्चा के लिए नहीं है इसका उद्देश्य परिचालन आवश्यकता के हिसाब से तय होता है क्योंकि नागरिक परिवहन और सैन्य विमानों की आवश्यकताएंँ विभिन्न भिन्न है एक डिज़ाइनर के रूप में आप यह जानते हैं कि किस प्रकार का विमान आप बनाएँगे यह मात्र ऐरोफॉल विंग इलिप्टिक रेश्यो इत्यादि के बारे में जानना ही नहीं है बल्कि परिचालन पक्ष के प्रति भी आपको सावधान रहना है और इन सभी पर विचार कर ही अंतिम कंफीग्रेशन करना है इसीलिए आपको उन जानकारियों से अवगत कराना है देखें हाईविंग के मुख्य लाभ हम स्थिरता की चर्चा नहीं कर रहे हैं उदाहरण के लिए मैं एक हाईविंग चित्रित करता हूंँ यह आपकी विशेष हाईविंग संरचना है यह क्या है यह लैंडिंग गियर ऐसी संरचना में लैंडिंग गियर कहांँ रहते हैं हाईविंग संरचनाओं में इनको अभिन्न रूप से फ्यूजलाज पर ही रहना होगा अतः लैंडिंग गियर फ्यूजलाज में ही व्यवस्थित होते हैं और लैंडिंग गियर ही सारा भार उठाते हैं अतः फ्यूजलाज के इस भाग को बहुत ही मजबूत बनाना है जिस क्षण आप बहुत ही मजबूत होने की बात करते हैं स्वभाविक निष्कर्ष है कि और वजन का बढ़ना हाईविंग का बड़ा लाभ यह है कि फ्यूजलाज जमीन के पास ही रहता है जब हम लो विंग की बात करेंगे तब समझेंगे कि क्योंकि इंजन यहांँ है ताकि आपको जेट इंजन या आमतौर पर इंजन विशेषकर जेट इंजन जिनका उल्लेख हम कर रहे हैं को एक बड़ी ग्राउंड क्लीयरेंस के रूप में ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस मिलती है दूसरी बात क्योंकि यह हाईविंग है इसलिए नीचे उतरते समय किसी कमी के कारण विंग टिप की जमीन से टकराने की संँभावना है क्योंकि यह हाईविंग है इसलिए कुछ अशांत लोडिंग के कारण विंग टिप का जमीन से टकराने की संँभावना कम है एक और लाभ यह है कि हाईविंग को लो सबसोनिक या सबसोनिक विमानों के लिए सुदृढ़ किया जा सकता है स्ट्रट की सहायता से मैं स्ट्रट लगा सकता हूंँ जो कि विंग का भार सहेगा इस तरह संरचनात्मक रूप से विंग ज्यादा मजबूत होता है क्योंकि स्ट्रट विंग के भार को बाँटता है स्ट्रट व्यवस्था भार सहने के लिए है और विंग को एक सीमा तक ही दबाव सहना पड़ता है कोई दलील दे सकता है कि जैसे ही हम स्ट्रट लगाते हैं तभी ड्रैग बढ़ जाता है और हम यहांँ कम गति वाले विमानों की चर्चा कर रहे हैं हम यहांँ स्ट्रट की चर्चा कर रहे हैं ड्रैग में वृद्धि होती है जो मामूली है आम तौर पर यह किया जाता है कि स्ट्रट को एयरोफॉयल से ढक दिया जाता है जिससे ड्रैग व्यवस्थित होकर कम हो जाता है परंतु आप देखते हैं कि विमान को मिलने वाले ड्रैग में पिछले की तुलना में बढ़त बहुत कम है पर इसका लाभ विंग के भार को बांँटने में सहायता मिलती है इससे विंग सुदृढ़ीकरण आवश्यकता कम होती है अन्यथा विंग का भार अनावश्यक रूप से बढ़ जाएगा ऐसे सभी अनुलोकन करते हैं परंतु हाईविंग के साथ सब अच्छा अच्छा ही नहीं है अगर आप देखते हैं तब आपको सुनिश्चित करना है कि विंग फ्यूजलाज़ के ऊपर ही व्यवस्थित रहे एक अच्छी बात दिमाग में आती है कि क्यों नहीं इसे फ्यूजलाज़ के भीतर डाल दें जैसे ही यह फ्यूजलाज़ के अंदर जाता है अगर मैं इसे इस तरह से स्थापित करता हूंँ जो कि दूसरे के लिए भी करना होगा अगर मैं विंग को इस तरह रखता हूंँ और अगर यहांँ पर काटा गया है तो पुनः सुदृढ़ीकरण यहांँ करना होगा इस तरह यह सारी चीजें वजन को बढ़ाती हैं और लोकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ता है पर अगर ऐसा है तो हमें केवल कुछ फेरिंग करने की आवश्यकता है इसलिए हम कुछ फेरिंग करते हैं और क्योंकि इसकी एक मोटाई है हम यहांँ एक ब्लंट जॉन पाते हैं जो एक ब्लंट एरिया है जिस पर हवा के आघात से ड्रैग बढ़ता है अगर यह अंदर होता तो यह भाग बाहरी हवा के लिए खुला नहीं होता और खुले भाग के बाहर पड़ने वाला ड्रैग होता ही नहीं यह एक हानि है हम पुनः एक अन्य लाभ पर वापस आएँगे जो बहुत खास है जब आप रीजनल ट्रांसपोर्ट की चर्चा करते हैं जो कम दूरियों के लिए होती है और जहाँ सामान्य रनवे की तरह इतने अच्छे रनवे नहीं होते हैं और जिन्हें हम अनपेवड रनवे कहते हैं यहांँ आपको और ज्यादा CLmax लगता है जिससे कि टेक ऑफ डिस्टेंस कम हो स्थानीय रूप से CLmax को कैसे बढ़ाया जाए फ्लैप्स की सहायता से फ्लैप्स को नीचे की तरफ कर दें विमान के हाईविंग होने से आपके पास नीचे करने के लिए काफी स्थान होता है और हम चाहेंगे फ्लैप्स का अधिकतम विस्थापन क्योंकि ग्राउंड क्लीयरेंस का प्रतिबंध नहीं है अगर यह लो विंग होता तो आपको रुकावटें मिलती ऐसा करने में यह हाइविंग का लाभ है दूसरा जो आप देख सकते हैं क्योंकि यह एक हाईविंग है इसलिए ग्राउंड इफेक्ट लो विंग की तुलना में यहांँ कम होगा लो विंग जमीन से निकट होता है अगर ग्राउंड इफेक्ट इतना बड़ा नहीं है कि अचानक CL बढ़ने पर वायुयान उड़ नहीं सके तो विमान चालक को विमान नीचे उतारने में समस्याएंँ होने की प्रवृत्ति होती हैं हाईविंग के साथ ग्राउंड इफेक्ट्स की समस्या कम होगी और इस चर्चा को पूरा करने हेतु मिड विंग के लिए सोचें मिड विंग का भी ग्राउंड क्लीयरेंस अच्छा खासा है हाईविंग के समान नहीं फिर भी ठीक ठाक है अब आप जान गए हैं कि ग्राउंड क्लीयरेंस इसलिए भी चाहिए क्योंकि अगर इंजन यहांँ पर है अगर वे जमीन के काफी नजदीक हैं तो एयरस्ट्रिप पर पड़ा कचरा विंग के अंदर तथा इंजन के अंदर जा सकता है यह प्रोपेलर या प्रोपेलर चलित इंजन को हानि भी पहुंँचा सकता है इसलिए ग्राउंड क्लीयरेंस ठीक है खासकर मिड विंग संरचना से सैन्य विमान विंग के नीचे बम लेकर उड़ सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि अगर यह हाईविंग हो तो विमान चालक की दृष्टि क्षमता कम हो जाती है फाइटर विमान के लिए और उसके स्वयं बचने के लिए यह आवश्यक है कि वह देख सके कि बाहर विमान के पीछे क्या हो रहा है कभी कभी अगर ऐसे उड़ रहे हैं क उड़ान काल में हाईविंग विमान चालक की दृष्टि बाधित हो सकती है तब आपको यह भी जानना है कि मिड विंग को फ्यूजलाज़ के मध्य से गुजरना होगा उसके लिए यहांँ बहुत ही सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता अपेक्षित है मैं प्रयास करूंँगा कि आप को दिखा सकूंँ कि किस प्रकार का वायुयान हमारे पास है किस प्रकार उसका विंग स्थापित किया गया है दुर्भाग्यवश प्रदर्शन विमान के अलावा सभी विमान एयर वर्दी हैं और एयर वर्दी विमान का विंग खोल कर दिखाना संभव नहीं है फिर भी मैं यह दिखाने का प्रयास करूंँगा कि यह व्यवस्था है किस तरह की जाती है मैं आप सभी से निवेदन करूंँगा कि पुस्तक में देखें गूगल करें और देखें किस प्रकार हाई विंग मिड विंग और लो विंग को फ्यूजलाज़ से जोड़ा जाता है यह आवश्यक है क्योंकि यह सुनिश्चित कर सकें कि विंग अति सुरक्षित है और अगर आपने सही तरीके से डिज़ाइन नहीं किया तो वजन अनावश्यक रूप से बढ़ेगा यह मिड विंग है और जब हम लोग लो विंग पर आते हैं तो अगर यह फ्यूजलाज है तो डायिहेड्रल के साथ यहांँ है फ्यूजलाज के पार करते समय यह आवश्यक रूप से फ्यूजलाज का एक क्षेत्र और आयतन घेर लेता है इसलिए हम पाएंँगे कि फ्यूजलाज का कुछ प्रतिशत क्षेत्र विंग को पार करने के लिए देना पड़ता है साथ ही आप समझते हैं कि अगर हम इंजन को यहांँ नहीं रखेंगे तो वह जमीन के बहुत निकट हो जाएगा उस तरह विंग्स जमीन के बहुत पास हो जाते हैं इसलिए हमें सुनिश्चित कर फ्यूजलाज को ऊपर उठाना होगा जिससे आवश्यक ग्राउंड क्लीयरेंस मिल सके निसंदेह आप पाएंँगे कि लैंडिंग गियर लंबे लैंडिंग गियर जो कि विंग्स पर लगाए जाते हैं बड़ी लंबाई के हों ज्यादा ऊंँचाई के हो और तब यहांँ सुदृढ़ीकरण कसा होता है और समझना है कि लैंडिंग गियर विंग्स के अंदर जाते हैं पुनः यांत्रिकी व्यवस्था आती है बड़ी वस्तुओं को उस तरह घिसकाने के लिए यही है जो लो विंग संरचना की मांँग है अधिकांश स्ट्रक्चरल लोग विचार करते हैं जब आप उन्हें बताते हैं कि हाईविंग लो विंग या मिड विंग क्योंकि उनका डिज़ाइन दर्शन यह निर्णय करेगा कि वजन बढ़ रहा है या घट रहा है या अनुकूल है यह बहुत आश्चर्यजनक नहीं होगा कि यह दिहेड्रल एंगल जो हम लो विंग पर लगाते हैं इस बात के लिए अधिक जिम्मेदार है ऐसे अटरीब्यूट्स के लिए जो इस टिप की ग्राउंड क्लीयरेंस को सुनिश्चित करते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता वायुयान उतरते समय जमीन से टकराए इसलिए दिहेड्रल एंगल मुख्य रूप से निर्णय करता है कि आप कितना ग्राउंड क्लीयरेंस रखना चाहते हैं सारे सम्मिश्रण डिज़ाइन के प्रारंभ से चलते रहते हैं और इस प्रकार के ज्ञान का आदान प्रदान महत्वपूर्ण है आपके अर्जन करने की शुरुआत से पहले कि आपका वैचारिक वायुयान कैसे होगा अन्य महत्वपूर्ण भाग है विंग टिप्स और आप जानते हैं की विंग टिप्स का क्या महत्व है क्योंकि हमारा उद्देश्य उच्च L D को सुनिश्चित करना है और L D की वृद्धि से ड्रैग कम होता है और इंड्यूसेड ड्रैग फेनोमेनन है यहांँ वोर्टिसिस का होना जोकि प्रेशर के अंतर से मिलते हैं इसलिए अगर आप इंड्यूस ड्रैग को कम करना चाहते हैं इसी प्रकार तब मुझे उच्च प्रेशर क्षेत्र से निम्न प्रेशर क्षेत्र को जाने वाले प्रवाह की प्रवृत्ति को निरुत्साहित करना होगा ऐसा करने की अनेक विधियांँ हैं अगर आपके पास साधारण फेयरड टिप है तो यह प्रवाह को आसानी से जाकर और गोल घूम कर वोर्टिसिस देंगी एक बेहतर तरीका है कि किसी प्रकार मूल्य निर्धारण हो जो कि टिप ज्यादा पैना कर सके उतना पैना नहीं पर जरा सा पैना ऐसा करते ही यह वोर्टिसिस बनने को निरुत्साहित करेगी एक और ऐतिहासिक तरीका है इसको यहांँ से काट दें इस तरह यह आकस्मिक काट प्रवाह को गोल घूमने और उच्च से निम्न दाब पर जाने के लिए निरुत्साहित करेगी इस मनोविज्ञान पर आधारित आप पाएंँगे विंग टिप्स जो उस तरह डिज़ाइन की गई हैं और यह कोण करीब 30 डिग्री हो सकता है यहांँ भी आप वायु प्रवाह को नीचे ऊपर आने से रोक रहे हैं और आप देखेंगे कि ग्लाइडर में यह अधिक लोकप्रिय है और कभी कभी हम पाते हैं कि कुछ कर्वेचर भी दी गई है उड़ान प्रयोगशाला में मैं दिखाऊंँगा इस तरह की काट वाली ग्लाइडर जिनसे इंड्यूस्ड ड्रैग कम होता है हम लोगों को इस प्रकार का निर्माण भी मिलेगा जिसे हम कहते हैं अपस्वेप्ट साइनस 912 मोटर ग्लाइडर जो हमारे पास है जिसमें इस प्रकार की अपस्वेप्ट है और आपके ऐसा करने पर लेटरल करेक्टरिस्टिक्स भी प्रभावित होते हैं सामान्य बुद्धि यह कहती है कि क्यों नहीं हम यहांँ एक चपटी पट्टी लगा देते हैं जिस से निचली और ऊपरी सतह के मध्य एक रुकावट हो जाए परंतु ऐसा करने से हम उस पट्टी के कारण ड्रैग भी बढ़ा देते हैं अभी हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंँचे हैं पर ऐसा भी किया गया था जो भी मैं यहांँ चर्चा कर रहा हूँ वह है बहुत प्रसिद्ध होएर्नर विंग टिप्स बहुत प्रचलित और आजकल जिसे आप विंगलेट्स कहते हैं यह और भी आगे लगाए गए हैं कुछ ऐसे आकार हैं इनका ऐसा आकार दिया गया है कि जो भी ऊर्जा नीचे से ऊपर आ रही है उसे उस आकार के द्वारा फॉरवर्ड थ्रस्ट में बदल दिया जाता है इस तरह यह ऊर्जा मोमेंटम का मार्ग बदलकर मुझे फॉरवर्ड थ्रस्ट देती है यानी मात्र प्रतिबंधित नहीं कर उसे थ्रस्ट में बदलते हैं जिसे हम कहते हैं कि ड्रैग कम होकर विपरीत हो गया है यही विंगलेट का सिद्धांत है आपको विंगलेट पर एक असाइनमेंट करना चाहिए अगर मुझे याद आता है किसी गोष्ठी में मैं आपको एक असाइनमेंट करने के लिए कह सकता हूंँ इसे समझने की आपको आवश्यकता है हमने हाईविंग लो विंग और सामान्य बातों पर चर्चा की किस प्रकार के टिप्स विंग टिप्स आपके दिमाग को रोमांचित करते हैं इससे और आगे आपको सोचना है एक डिज़ाइनर यहांँ से एक विचार ले सकता है और सर्वथा भिन्न ले आउट बना सकता है अपने भाषण में हम टेल अरेंजमेंट पर बात करेंगे और जब आप टेल अरेंजमेंट को समझ लेते हैं तब मैं थ्रस्ट लोडिंग विंग लोडिंग पर जा सकता हूंँ और पुनः परफॉर्मेंस पर लौट सकता हूंँ आपको बंद आंँखों से भी एयरक्राफ्ट विंग कुछ टेपर रेश्यो लिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन विंगलेट्स को देख पाने के योग्य बनना होगा एक पेंसिल लें और अपने मनचाहे विंग का रेखांँकन करें उसको आदत बनाएंँ अलग अलग तरह से रेखाचित्र बनाएंँ ताकि आप जब वायुयान का डिज़ाइन करना शुरू करें तो अपने बनाए रेखा चित्रों में से एक को उठा सकें